पादप विकासात्मक जीवविज्ञान के दूसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है तो इस व्याख्यान में हम पौधों के वृद्धि एवं विकास के विशेष गुणों के बारे में बात करने जा रहे हैं इसलिए यदि आप वृद्धि और विकास की पूरी प्रक्रिया को देखते हैं तो यह एक पौधे की एक पूरी संरचना या पूर्ण शरीर के गठन को बताता है यह बताता है कि कैसे एक कोशिका जिसको जाएगोट युग्मनज कहते हैं उससे पौधे की तीन आयामी संरचना का निर्माण होता है एक अकेली कोशिका से बहुकोशिकीय संरचना के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को वृद्धि और विकास कहते हैं और पौधों के संदर्भ में यह अति महत्वपूर्ण है की वृद्धि और विकास दोनों ही बहुत ही समन्वित तरीके से होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि विकास बहुधा एंब्रीयॉनिक चरण के बाद होता है जैसा की आप आगे देखेंगे कि यह अंकुरण के बाद आरंभ होता है इसलिए यदि आप पादप विकास को परिभाषित करते हैं यह एक पौधे के आकार और बायोमास में अपरिवर्तनीय परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है और विकास मूल रूप से एक विशेष निर्दिष्ट संरचना या निर्दिष्ट कार्य को प्राप्त करने के लिए किसी अवस्था में किया गया एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है तो एक बात बहुत ही स्पष्ट है की आप एक बहुत ही जटिल बहुकोशिकीय जीव को जो कि एक अकेली कोशिका से शुरू होता है को बनाने जा रहे हैं इसका मतलब यह है यह एक अकेली कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं को बनाने की विधिवत प्रक्रिया है जिसको हम कोशिका विभाजन कहते हैं कोशिका विभाजन का मतलब है कि यहां पर मैं केवल माइटोसिस कोशिका विभाजन की ही बात करने जा रहा हूं क्योंकि युग्मक विकास के बहुत छोटे भाग के अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए तो वृद्धि और विकास के समय केवल माइटोसिस कोशिका विभाजन ही संलग्न होती हैं इसलिए वृद्धि और विकास के समय कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से बहुत सारी अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है और यह है बहुत ही महत्वपूर्ण है लेकिन साथ ही कोशिकाओं का केवल बनते रहना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कोशिकाओं का एक उचित पहचान बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है उदाहरण के लिए यदि आप किसी सामान्य पौधे को देखते हैं तो पौधे के पास एक जड़ तंत्र और तना तंत्र होता है और यदि आप किसी एक अंग की तरफ देखते हैं जो किसी एक तरफ स्थित है तो वह एक दूसरे अंग जो दूसरी तरफ स्थित है से काफी भिन्न होगा तो पत्ती संरचना के संदर्भ में शरीर रचना के संदर्भ में कोशिकीय संगठन के संदर्भ में और कार्य करने के के संदर्भ में बहुत अलग है तो कैसे यह सभी प्रक्रियाएं या कैसे यह सभी विभिन्न प्रकार के अंग विशिष्ट है यह सब विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है पौधे के विकास के समय दो बहुत ही मौलिक प्रक्रियाएं जो की बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वे कोशिका विभाजन और कोशिका एलॉन्गेशन है कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जो कोशिकाओं का निर्माण करती है और कोशिका एलॉन्गेशन काफी हद तक कुछ अंगों के विकास में मदद करती है लेकिन वृद्धि और विकास के लिए कोशिका विभाजन ही प्रमुखता से योगदान करती है इसी तरह विकास के लिए कोशिकाएं जो विभाजन के बाद उत्पन्न हो रही हैं उन्हें एक उचित पहचान लेनी होगी उन्हें विनिर्देशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और यह कैसे होता है यह एक बहुत ही मौलिक प्रक्रिया से होता है जिसे हम कोशिका विभेदन कहते हैं इसलिए कोशिका विभेदन कोशिका विभाजन के साथ मिलकर एक उचित अंग का गठन या उचित अंगों का विकास सुनिश्चित करते है जबकि कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि एलॉन्गेशन यह दोनों प्रक्रियाएं साथ मिलकर पौधे की उचित वृद्धि को सुनिश्चित करती हैं दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो यहां पर याद रखने लायक है की कोशिका विभाजन की है प्रक्रिया कहां होती है इसलिए एक बढ़ते हुए पौधे में कुछ विशेष स्थान होते हैं जहां पर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है उनमें से एक है शूट अपेक्स और दूसरी है रूट अपेक्स इसके बाद हम बाद की स्लाइड्स में आएँगे और आप देखेंगे की रेडियल पैटर्न में कुछ मेरीस्टेमिक गतिविधि हैं मेरी स्टेमिक गतिविधि axial अक्षीय तरफ है हम इसको विस्तार से समझेंगे पौधों की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक समन्वित कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन द्वारा संपन्न होती है वह दो प्रक्रियाएं जिनको साथ साथ समानांतर रूप से चलना होता है उनमें से पहली है मेरिस्टेम का संगठन और रखरखाव मेरिस्टेम उन कोशिकाओं की आबादी है या समूह है जिनके पास स्टेम सेल के गुण है तो स्टेम सेल आपको स्टेम सेल की आवश्यकता क्यों है स्टेम कोशिकाएं वह कोशिकाएं हैं जो कोशिका विभेदन प्रक्रिया मैं प्रवेश करने किए बिना भी कोशिका विभाजन की प्रक्रिया कर सकती हैं और दूसरी प्रक्रिया जो होती है वह है कोशिका विभेदीकरण जो अंगों के निर्माण ऑर्गनोजेनेसिस में परिणित होती है इसलिए दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ ही होनी चाहिए इसलिए एक ऐसा स्थान एक ऐसा तंत्र होना ही चाहिए जो कोशिका को उत्पन्न करें और उसके बाद एक ऐसा तंत्र होना चाहिए कि कुछ कोशिकाएं अपने गुणों को एक स्टेम कोशिका की तरह सहेज कर रखे हैं और उनमें से कुछ कोशिकाएं विभेदीकरण की प्रक्रिया में प्रवेश करें विभेदीकरण का क्या अर्थ है विभेदीकरण के समय क्या होता है एक बार यह कोशिकाएं उस क्षेत्र को छोड़ देती हैं जहां यह मेरिस्टेमेटिक है तो सर्वप्रथम क्या होता है यह कोशिका फेट डिटरमिनेशन भविष्य निर्धारण की प्रक्रिया में प्रवेश करती है इसलिए कोशिकाओं को विकास के लिए एक उचित भाग्य या भविष्य निर्धारण करना पड़ता है और यह वह अवस्था है जब पहचान स्थापित होती है तो चलिए मान लेते हैं कि अगर सेल पत्ती बनाने जा रही है तो उसे पत्ती का फेट भाग्य लेना होगा अगर इसे फूल बनाना है तो इसे फूल का फेट भाग्य लेना होगा लेकिन यह कैसे होता है तो फिर दूसरी प्रक्रिया जो ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान होती है वह ऊतक विनिर्देश टिशू स्पेसिफिकेशन है तो एक अंग एक ऊतक से बना नहीं होता है कई ऊतक हैं और विभिन्न ऊतक में अलग अलग संरचनाएं होती हैं जिनके अलग अलग कार्य और विभिन्न संगठन हैं फिर अगली चीज जो सुनिश्चित की जा रही है वह है पैटर्निंग इसलिए ऊतकों को हमेशा उचित तरीके से पैटर्न किया जाता है उदाहरण के लिए एपिडर्मिस बाहरी परत है इसलिए यह हमेशा एक बाहरी परत के रूप में रहेगा परत जो एपिडर्मिस के ठीक नीचे होती है उसे उत्तकों के आधार पर कोर्टेक्स या हाइपोडर्मिस होना पड़ता है फिर एक और रोचक तथ्य जोकि विकास की प्रक्रिया के दौरान होता है वह है पोलैरिटी ध्रुवता इसलिए यदि आप किसी अंग के संपूर्ण संरचना और आकृति को देखते हैं तो उसमें एक पोलैरिटी ध्रुवता है यदि आप पत्ती को देखते हैं तो पत्ती आधार की तुलना में टिप से बहुत अलग है तो यह ध्रुवीयता है और यह भी विकास की प्रक्रिया के दौरान स्थापित किया जा रहा है और विकास के समय जो अंतिम बात होती है वह है अंग निर्धारण यह वृद्धि या विकास जारी रहना चाहिए या इसे रुकना चाहिए इसे डिटरमिनैंसी कहते हैं इसलिए अंततः विकास में निरंतरता को सुनिश्चित किया जाता है की यदि अंग का निर्धारण हो गया है तो कुछ समय बाद यह निरंतरता रुक जाएगी यदि अंग का निर्धारण नहीं हुआ है तो वृद्धि की प्रक्रिया चालू रहेगी इसलिए यहां पर यदि मैं दो उदाहरण लेता हूं शूट तना का प्राथमिक विकास और जड़ का प्राथमिक विकास तो यहां टिप वह क्षेत्र है जहाँ मेरिस्टेम बनाए रखा जाता है शूट टिप पर सेंट्रल ज़ोन वह क्षेत्र होता है जहाँ शूट एपिकल मेरिस्टेम या शूट स्टेम सेल की आबादी मौजूद होती है इसलिए जब ये स्टेम कोशिकाएं इस क्षेत्र में मौजूद होती हैं तो यह केवल विभाजित होती हैं यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से गुजरेंगी और कोशिका विभेदन बाधित होता है लेकिन एक बार जब यह कोशिकाएं इस क्षेत्र को छोड़ देती हैं और परिधीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वे कोशिका विभेदन की प्रक्रिया से गुजरती है और स्थिति संकेत और सूचना के आधार पर यह एक उचित सेल फेट भाग्य लेता है यह एक विशिष्ट अंग बनाने के लिए उचित प्रक्रिया या सेल विनिर्देश स्पेसिफिकेशन और विभेदीकरण डिफरेंटशिएशन से गुजरता है जड़ के मामले में भी ऐसा ही है इसलिए यदि आप रूट एपिकल मेरिस्टेम के क्षेत्र को देखते हैं तो यहां मेरिस्टेम ही बना रहता है लेकिन जब यह कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाओं में प्रवेश करती हैंवे कुछ ऊतकों को निर्दिष्ट करती हैं और वे ऊतक पेटर्न्ड एक निश्चित विन्यास में हो जाते हैं और यदि आप मैचुरेशन जॉन या डिफरेंटशिएशन जोन को देखते हैं तो वहां नए अंगों का निर्माण होता है यह सभी प्रक्रियाएं अति आवश्यक और बहुत ही अच्छी तरह समन्वित होती हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि वृद्धि और विकास का एक प्रमुख कार्य पौधे की संरचना वास्तुकला की स्थापना करना है पादप संरचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है यह न केवल एक उचित आकार या उचित रूपात्मक संरचना प्रदान करता है लेकिन यह पौधे को एक अलग पर्यावरणीय स्थिति में अनुकूल बनाने में भी मदद करता है और इसलिए विकास की प्रक्रिया को ठीक से व्यवस्थित होनी चाहिए और पौधे के विकास की यह पूरी प्रक्रिया 4 एक्सेस के चारों तरफ संपन्न होती है इसलिए यदि में यहां चित्रित करता हूं तो तो इसे एक सामान्य रूप से बढ़ने वाला पौधा मानते है तो हमारे पास एक रूट सिस्टम है और एक शूट सिस्टम है पहला एक्सेस जहां पर वृद्धि और विकास होता है वह यही एक्सेस है जिसे हम एपिकल बेसल एक्सेस कहते हैं और यह मुख्यतः प्राथमिक विकास के लिए उत्तरदाई है दूसरा एक्सेस जिससे वृद्धि और विकास होता है वह है सेंट्रल पेरीफेरल एक्सेस अथवा रेडियल एक्सेस इसलिए जैसा कि हम जानते हैं की प्राथमिक वृद्धि के समय ज्यादातर वृद्धि एपिकल बेसल एक्सेस के चारों तरफ होती है लेकिन एक निश्चित समय पर एक दूसरी वृद्धि होती है जिसको हम द्वितीयक या सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं इसलिए सेकंड एक्सेस सेंट्रल पेरिफेरल एक्सेस के रूप में स्थापित होती है तब बात की समय में एक निश्चित समय पर आप पत्ती की संरचना को देखते हैं तो पत्ती के पास एक टिप है एक बेस है और उसकी एक्सेस को प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक्सेस कहते हैं यह प्राथमिक मेरिस्टेम के संदर्भ में सत्य है और जो कि वृद्धि करने वाली प्राथमिक मेरिस्टेम है इसलिए यदि आप इस प्राथमिक एक्सेस को देखते हैं तो वह बिंदु जो प्राथमिक अक्ष के करीब है समीपस्थ क्षेत्र प्रॉक्सिमल रीजन कहलाता है और वह बिंदु जो प्राथमिक अक्ष से दूर होता है डिस्टल क्षेत्र कहलाता है और दूसरी और आखिरी एक्सेस इसके चारों तरफ वृद्धि और विकास होता है वह है एडेक्सियल अबेक्सियल एक्सेस यह विशेष रुप से अंगों के लिए महत्वपूर्ण है तो पत्ती की ऊपरी सतह और उसकी निचली सतह आपस में बहुत अलग होती हैं उनकी अलग अलग विशेषता है उनके पास कुल अलग अलग विकास कार्यक्रम हैं और जो सतह मेरिस्टेम की ओर होता है उसे एडैक्सियल कहा जाता है और जो सतह मेरिस्टेम से दूर होता है उसे अबैक्सियल कहा जाता है तो यह संपूर्ण वृद्धि और विकास आपस में मिलकर और तीन आयामी दिशाओं में काम कर के एक उचित पादप संरचना का निर्माण करते हैं तो अब हम पौधे के वृद्धि और विकास की विशिष्ट विशेषताओं को समझेंगे तो यदि आप मेरी पहली कक्षा को याद करते हैं जहां पर हमने बात की थी की पौधों के संदर्भ में वृद्धि और विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है तो पौधों के पास क्षमता होती है कि वे अपने संपूर्ण जीवन काल में वृद्धि कर सकते हैं यह बात अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरा एक रोचक तथ्य यह है की ज्यादातर विकास की प्रक्रिया पोस्ट एंब्रीयॉनिक यानी एंब्रियो के बनने के बाद ही होती है जोकि जंतुओं की तुलना में एकदम विपरीत है यदि आप जंतुओं के विकास को देखते हैं तो बहुत सारा विकास और प्राथमिक विकास एंब्रियो जेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान संपन्न होता है जबकि यदि आप विकसित बीज को देखते जिसके पास खुद का एंब्रियो होता है वहां ज्यादा विकास की प्रक्रिया है नहीं होती हैं केवल एक घटना जोकि एंब्रियो जेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान होती है वह है पौधे के मूल शरीर का स्थापित होना शूट अपिकल मेरिस्टम और रूट अपिकल मेरिस्टम इसलिए मूलतः मेरिस्टेम जोकि अपिकल बेसल अलेक्सिस के चारों तरफ होती है वह स्थापित होती है रेडियल मेरिस्टेम के निर्माण के बाद और प्रोकेंबियम के निर्माण के बाद यह एंब्रियो जेनेसिस की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और अब यह पौधा और बीज सुसुप्त अवस्था में चला जाता है जब हम बीज को लेकर अंकुरित करते हैं तब सभी ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है जोकि पोस्ट एंब्रीयॉनिक और पोस्ट जर्मिनेशन प्रक्रिया है लेकिन यहां पर मैं वही बात फिर से कहूंगा की अभी भी प्रश्न वही है कि क्या होता है जब यह एंब्रियो बढ़ना प्रारंभ करता है क्योंकि बीज एक बहुत ही छुट्टी संरचना है और एंब्रियो बीच के अंदर होता है तो यह एंब्रियो एक साथ वृद्धि और विकास की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसको यह सुनिश्चित करना पड़ता है की वृद्धि भी होनी चाहिए और साथ ही अंगों का विकास भी सही तरीके से होना चाहिए पौधों के मामले में वृद्धि और विकास का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट गुण है कि वृद्धि अनिश्चित है या निश्चित तो अनिश्चित वृद्धि में क्या होता है कि जब वृद्धि और विकास हो रहा होता है तो यह समाप्त नहीं होता यह पौधे के संपूर्ण जीवन काल में होता रहता है और यह मूलतः शूट अपिकल मेरिस्टम के मामले में देखा जा सकता है इसलिए यदि आप देखते हैं की उच्च पौधों या पेरिनियल पौधों में तो शूट अपिकल मेरिस्टम प्रायः लगातार बढ़ते रहते हैं और मि संपूर्ण जीवन काल तक बढ़ते हैं इस तरह की वृद्धि को अनिश्चित या इंडिटरमिनेट ग्रोथ कहते हैं डिटरमिनेट ग्रोथ या निश्चित वृद्धि ज्यादातर मामलों में पार्श्व या लेटरल अंगों जैसे की पत्ती पुष्प मैं होती है जहां पर एक निश्चित समय के बाद या फिर जब यह संरचना या अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तथा अंग अपना निश्चित आकार और संरचना ले लेते हैं तब वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाती है और यह प्रक्रिया डिटरमिनेट या निश्चित ग्रोथ कहलाती है और कभी कभी यह प्रतिवर्ती भी होता है कुछ समय बाद अनिश्चित वृद्धि इंडिटरमिनेट ग्रोथ निश्चित वृद्धि डिटरमिनेट ग्रोथ में परिवर्तित हो सकती है उदाहरण के लिए यदि आप फूल के विकास को लेते हैं तो आम तौर पर पुष्पक्रम एक इंडिटरमिनेट मेरिस्टेम है लेकिन जब इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम मेरिस्टेम पुष्पीय प्राइमोर्डिया या अथवा पुष्पीय मेरिस्टेम बनाता है तब पुष्पीय मेरिस्टेम की वृद्धि सारे अंगों जैसे कि सेपल बाह्यदल पेटल्स पंखुड़ियों स्टेमैन पुंकेसर यहां पर रुक जाती है और संपूर्ण मेरिस्टेम इस प्रक्रिया में खर्च हो जाते हैं इसलिए एक अनिश्चित इंडिटरमिनेट मेरिस्टेम ने एक निर्धारित डिटरमिनेट मेरिस्टेम को जन्म दिया यह पौधे के अंग के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है चुकी यह सभी प्रक्रिया है महत्वपूर्ण है इसलिए उन्हें सही तरीके से विनियमित किया जाना चाहिए निर्धारकता की प्रक्रिया वृद्धि की प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया को कुछ नियामकों द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए और यह कहा जा सकता है कि यदि आप इन आनुवंशिक नियामकों को बाधित करते हैं या यदि आप उन्हें उत्परिवर्तित करते हैं तो आपको विकास संबंधी दोष देखने को मिलेंगे उदाहरण के लिए यदि आप इस उत्परिवर्ती म्युटेंट के मामले को लेते हैं जो TFL1 है जो टर्मिनल फ्लावर 1 है इसलिए यदि आप जंगली प्रकार के एरीडोप्सिस पौधे को देखते हैं तो वेजिटेटिव विकास के दौरान जंगली प्रकार के पौधे इसे कई पत्तियाँ बनाते हैं जिन्हें रोसेट पत्ती कहा जाता है और फिर यह पौधे प्रजनन क्रिया की प्रक्रिया से गुजरते हैं जब यह पुष्पक्रम बनाया जाता है और फिर एक बहुत ही विशेष प्रकार की पत्तियां जिसे cauline leaves कहा जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान जब एक पुष्पक्रम मेरिस्टेम की पहचान स्थापित हो जाती है तो पुष्पक्रम मेरिस्टेम फ्लैंक्स पर फूल बनाना शुरू कर देगा और ये फूल जब परिपक्व हो जाते हैं तो वे निषेचन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और वे उस संरचना को जन्म देते हैं जिसमें बीज होते हैं इसलिए यदि आप ध्यान देते हैं कि यह सिलीक्विज है और सिलीक्विज में बीज होते हैं जिनमें भ्रूण होते हैं एक एकल पुष्पक्रम मैं आप स्पष्ट रूप से पा सकते हैं कि पुष्पक्रम के बेसल पक्ष पर ऑर्गेनोजेनेसिस लगभग पूरा हो गया है सभी अंग बनाए जा चुके है और मेरिस्टेम समाप्त हो चुका हैं लेकिन इसी समय में यदि आप पुष्पक्रम की नोक को देखते हैं तब भी वहां ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया चल रही होती है और आप अभी भी कुछ नए फूलों को उगते हुए देख सकते हैं लेकिन म्युटेंट पृष्ठभूमि में केवल कुछ पत्तियों का विकास होता है और फिर पुष्पक्रम बनाया जाता है यह कुछ फूल बनाते हैं और फिर एक टर्मिनल फूल बनाकर समाप्त हो जाते हैं यही कारण है कि इसे टर्मिनल फ्लावर म्युटेंट कहा जाता है तो इस म्युटेंट में अनिवार्य रूप से नियतत्व का लाभ है उचित विकास पूरा होने से पहले ही यह समय से पहले ही हो जाता है दूसरी तरफ यदि आप म्युटेंट हैंन वन1 को देखते हैं तो हैंन वन1म्युटेंट मैं क्या हो रहा है यहां पर डिटरमिनएनसी कम हो रही है इसलिए यदि आप इसको देखते हैं तो यह अरबिडोप्सिस पुष्पक्रम का शीर्ष दृश्य है इस पुष्पक्रम में आपके पास निश्चित संख्या में फूल होते हैं और यह फूल प्रकृति में निर्धारित होते हैं लेकिन म्युटेंट पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि फूलों की संख्या में वृद्धि हुई है अंगों में वृद्धि हुई है जिसका अर्थ है कि जब उन्हें नष्ट होना चाहिए तब भी नष्ट नहीं हो रहे हैं यहां डिटरमिनएनसी की हानि हो रही है इसलिए वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को आनुवांशिक रूप से विनियमित करना पड़ता है और यह नियमन एक उचित और परिभाषित संरचना को को जन्म देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए यदि आप परिपक्व पौधे को दिखते हैं तो आप क्या आप आएंगे आप पाएंगे कि पौधे के पास बहुत से अंग हैं बहुत से विभिन्न तरह के अंग हैं और वे सब एक साथ नहीं बने हैं कुछ अंगों का विकास एक विशिष्ट समय पर हुआ है और कुछ का बाद में इसलिए पौधे की संपूर्ण संरचना और संपूर्ण शरीर तीन प्रमुख विकास की प्रक्रिया में संपन्न होता है पहला है प्राथमिक वृद्धि और विकास इसलिए प्राथमिक वृद्धि और विकास के समय वृद्धि वास्तव में एपिकल बेसल एक्सेस के चारों तरफ होती है जैसा कि हमने पहले देखा है की वृद्धि ज्यादातर एपिकल और बेसल भागों में होती है यह यहां पर शूट अपिकल मेरिस्टम और रूट अपिकल मेरिस्टम की सक्रियता के कारण होता है और जैसा कि मैंने कहा की यहां कोशिका विभाजन और कोशिका विभेदन के बीच में एक उचित संतुलन होना चाहिए शूट मेरिस्टम में यह वेजिटेटिव ऑर्गन के लिए है और परिवर्तन के बाद यह जनन अंगों के लिए आवश्यक होता है रूट मेरिस्टम में यहां पर स्टेम सेल्स व्यवस्थित रहते हैं और यह स्टेम सेल्स शीर्ष पर बढ़ने वाले विभिन्न ऊतकों के लिए कोशिकाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदाई होते हैं और वास्तव मैं यह सब कुछ नियंत्रित होना चाहिए जैसे कि यदि आप इस म्युटेंट जिसको कि हम STM कहते हैं को देखेंगे STM का मतलब है शूट मेरिस्टमलेस इस म्युटेंट में मेरिस्टम को समाप्त कर दिया जाता है यदि आप यहां देखें तो यह बढ़ते हुए अरबिडोप्सिस एक शीर्ष दृश्य है यह वह भाग है जहां शूट अपिकल मेरिस्टम स्थापित होता है और आप उससे बढ़ता हुआ देख सकते हैं जहां वह लेटरल अंगो का विकास करता है जैसे कि पत्तियों का निर्माण और उनका विकास लेकिन इस म्युटेंट में किसी भी तरह यह मेरिटेम बहुत लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा रहा है जिसका अर्थ है कि चूंकि मेरिस्टेम को बनाए नहीं रखा जा सकता है बहुत कम लेटरल पार्श्व अंग बनाए जाते हैं और अंततः यह मेरिस्टेम समाप्त हो जाती है ठीक इसी तरह यदि आप प्लैथोरा म्युटेंट को देखते हैं PLETHORA बहुत महत्वपूर्ण ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन कारक हैं और वे रूट एपिकल मेरिस्टेम गतिविधि को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं इस म्युटेंट की पृष्ठभूमि में रूट अपिकल मेरिस्टम की गतिविधि मेंटेन नहीं रहती और प्राथमिक जड़े या मेरिस्टेम कोशिकाओं की खपत जल्दी हो जाती है और इसीलिए आप एक पूर्ण जड़ का विकास नहीं देख पाते हैं इसलिए दोनों प्राथमिक वृद्धि शूट अपेक्स पर होने वाली और रूट अपेक्स पर होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण विकास के नियमों द्वारा विनियमित रहती हैं अब हम आते हैं द्वितीयक वृद्धि और विकास पर यदि आप इस व्याख्यान का पहले का हिस्सा देखेंगे तो हमने देखा था की एंब्रियो जेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान रूट अपिकल मेरिस्टम और शूट अपिकल मेरिस्टम के अलावा एक दूसरा मेरिस्टम भी है जोकि बहुत ही विशिष्ट होता है जिसको हम प्रोकेंबियम कहते हैं जो कि वास्तव में एक लेटरल मेरिस्टम है या फिर आप कह सकते हैं की है एक रेडियल मेरिस्टम है लेकिन प्राथमिक वृद्धि के दौरान यह मेरिस्टम निष्क्रिय रहता है इसलिए मेरिस्टम वह भाग्य है जो कि पहले से ही सुनिश्चित है की यह सेकेंडरी वृद्धि करेगा ही सेकेंडरी ग्रोथ वह ग्रोथ है जोकि बढ़ते हुए पौधे के परिधि को बढ़ाती है और यह है सेंट्रल और पेरीफेरल परिधि में होता है यदि आप विशिष्ट जड़ या शूट को देखते हैं और यदि आप इसकी प्रारंभिक अवस्था में एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो यह संरचना देखने को मिलेगी मूलतः कैंबियम मेरिस्टम यहां स्थापित होता है और वह वैस्कुलर बंडल संवहनी बंडल का भाग होता है वैस्कुलर बंडल्स बहुत ही महत्वपूर्ण ऊतक है जोकि परिवहन तंत्र बनाते हैं और परिवहन तंत्र में उनके पास एक प्राथमिक फ्लोएम प्राथमिक जाइलम होता है और बीच में एक ऊतक होता है जिसे प्रीकैम्बियम कहा जाता है इसलिए प्रायः प्राथमिक विकास के समय प्रोकेंबियम सक्रिय नहीं होता है केवल प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम ही बनते हैं लेकिन जगह निर्णय ले लिया जाता है की पौधे को अब विकास के दूसरे चरण में प्रवेश करना चाहिए और यह आमतौर पर तब होता है जब प्राइमरी वृद्धि संपूर्ण रुप से हो जाती है ताकि अब पौधा सेकेंडरी ग्रोथ कर सकें और तब क्या होता है यह प्रोकेंबियम कोशिकाएं जो कि वास्तव में लैटरल मेरिस्टम है वह सक्रिय हो जाती हैं और जब एक बार यह सक्रिय होती हैं तो वह एक तरह की रिंग या वलय के समान संरचना बनाती हैं और तब वे सेकेंडरी फ्लोयम और सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरु कर देते हैं और यह सेकेंडरी पोयम सेकेंडरी जाइलम मूल रूप से वे प्रकृति में रेडियल हैं और वे स्टेम को मोटा करने का कार्य करते हैं कहने की जरूरत नहीं है कि उन्हें भी विनियमित करने की आवश्यकता है यदि आप इन म्यूटेंट को देखते हैं तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह एक मूल रूप से जंगली प्रकार की अरेबिडोप्सिस जड़ है जो द्वितीयक विकास की प्रक्रिया में है लेकिन इस म्युटेंट पृष्ठभूमि में यहां द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पहले से ही सक्रिय है लेकिन यदि आप इन विभिन्न म्युटेंट्स को देखते हैं तो द्वितीयक वृद्धि इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी आप वाइल्ड प्रकार में देख सकते हैं इसलिए यह हमें यह बताती है कि द्वितीयक वृद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अनुवांशिक रूप से विनियमित रहती है हम तीसरे तरह की वृद्धि और विकास जोकि लेटरल वृद्धि और विकास है के बारे में बात करेंगे यह ज्यादातर विकास के आखिरी चरण में होता है और यह वह प्रक्रिया है जो पौधे की पूर्ण संरचना को संपूर्ण करता है यह संपूर्ण और उचित संरचना प्रदान करता है और सबसे महत्वपूर्ण जो होती है वह है इस प्रक्रिया के दौरान शाखाओं का निर्माण पौधों में शाखाओं का बनना बहुत आवश्यक प्रक्रिया है यह आवश्यक है क्योंकि यदि ज्यादा शाखाएं होंगी तो ज्यादा बीज बनाने के अवसर मिलेंगे जिससे अधिक प्रजनन करने की क्षमता बढ़ेगी और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रक्रिया दोनों एक्सेस प्रॉक्सिमल डिस्टल एक्सेस और एबाक्सिअल एडैक्सिय के चारों तरफ होती हैं और यह शाखा बनने की प्रक्रिया तना और जड़ दोनों में होती है इसलिए यदि आप तने को यहां देखते हैं तो यह तने का अपेक्स है किंतु यदि आप यहां नीचे आते हैं तो यहां एक स्थान है जहां पर कुछ मेरिस्टमैटिक यानी कि विभाजन की गतिविधियां हैं और इस भाग को हम एक्जिलेरी मेरिस्टम कहते हैं और यह एक्जिलेरी मेरिस्टम प्राथमिक वृद्धि के समय दबा हुआ या निष्क्रिय रहता है इसलिए मेरिस्टम पहले से बन जाता है लेकिन पौधों में वह एक प्रक्रिया जिसको एपिकल डोमिनेंसी कहते हैं के कारण सक्रिय नहीं होता है लेकिन एक बार जब तय हो जाता है तो यह ऑग्ज़ीलियरी मेरिस्टम सक्रिय हो जाती है और वह ऑग्ज़ीलियरी buds बनाती है और यह ऑग्ज़ीलियरी buds ऑग्ज़ीलियरी शाखाएं बनाना शुरू करती हैं और इन ऑग्ज़ीलियरी शाखाओं के पास शूट अपिकल मेरिस्टम होता है जिससे कि वे प्राथमिक वृद्धि करेंगे और इस प्रक्रिया को प्राथमिक वृद्धि की तरह ही चालू रखेंगे जड़ों में यहां आपकी प्राथमिक जड़े हैं प्राथमिक जड़े मूलतः रूट अपिकल मेरिस्टम की सक्रियता से बनती हैं लेकिन एक निश्चित समय मैं भ्रूण बनने के बाद नई मेरिस्टम का विकास होता है और इस मेरिस्टम को लेटरल रूट मेरिस्टम कहते हैं और यह मेरिस्टम जब ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो वे बहुत सारे जड़े की शाखाएं बनाते हैं और इन जड़ों को लेटरल जड़े कहते हैं वे जड़ की समग्र सतह क्षेत्र में वृद्धि करके एक जड़ की अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए जड़ों को उचित संरचना देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं यहां आप कुछ म्युटेंट्स देख सकते हैं यह एक वाइल्ड प्रकार का पौधा है जिसमें कुछ शाखाएं हैं लेकिन यदि आप दोनों म्युटेंट्स को देखते हैं तो दोनों में सूट ब्रांचिंग बड़ी है तो यह एक तरह का एपिकल डोमिनेंट फेनोटाइप का कम होना है दूसरी तरफ यदि आप जड़ों को देखते हैं तो यहां दो ट्रांसक्रिप्शन कारक हैं यह ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर 7 और ऑक्सिन रिस्पांस फैक्टर 19 का डबल म्युटेंट है और इस डबल म्युटेंट में क्या हो रहा है आप स्पष्ट देख सकते हैं की अपेक्स मेरिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रही है तो आप यहां देख सकते हैं की यहां शूट अपिकल मेरिस्टम है रूट अपिकल मेरिस्टम है जिससे यह बहुत ही स्पष्ट है कि यह म्युटेंट शूट और रूट दोनों ऊतकों को व प्राथमिक रूट ऊतकों को बना रहे हैं लेकिन यदि आप इस अवस्था में वाइल्ड टाइप को देखते हैं तो यह wild type बहुत सारी लेटरल जड़ों को बनाता है लेकिन इन म्युटेंट्स के पास कोई भी लेटरल जड़ें नहीं होती हैं जो यह बताता है की यहां एक बहुत ही विशिष्ट अनुवांशिक नियामक तंत्र जेनेटिक रेगुलेटरी माड्यूल्स काम कर रहा है और यहां पर एक बहुत ही विशिष्ट नियामक प्रक्रिया है जोकि लेटरल जोड़ों के विकास शाखाओं के बनने को नियमित करती है और यह प्राइमरी मेरिस्टमैटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाले तंत्र से अलग होती है सो यह सब मिलकर यह बताते हैं कि पौधों में वृद्धि और विकास बहुत ही अच्छी तरीके से समन्वय में और रेगुलेटेड होता है इसलिए इस व्याख्यान का यदि सारांश बताया जाए तो हमने आज क्या चर्चा की हमने पौधे के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया की चर्चा की और हमने सीखा की पौधों में विकास की प्रक्रिया भ्रूण बनने के बाद यानी कि पोस्ट एंब्रीयॉनिक होती है और हमने चर्चा की प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ और लेटरल ग्रोथ पौधे के वृद्धि और विकास के विशिष्ट कारक हैं और यह सब प्रक्रियाएं मिलकर पौधे की संरचना को सुनिश्चित करते हैं तो अब हम यह व्याख्यान अगली कक्षा में जारी रखेंगे